कोणिक सेक्शन V कोणिक खंड वहां हमने कई चीजें सीखी हैं जैसे एक क्षैतिज टुकड़ा से लेकर राइट गोलाकार कोन तक हमें वृत्त देता है तिरछी धारें हमें एलिप्स आगे का परबोला और हाइपरबोला प्रदान करती हैं आज की कक्षा में हम एलिप्स के निर्माण के लिए दो विशेष विधियाँ सीखेंगे एक कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड है और दूसरी एक ओब्लॉंग मेथड है कन्सेन्ट्रिक सर्किल की विधि में दो कन्सेन्ट्रिक सर्किल वहाँ से खींचे जाते हैं जो एलिप्स के लिए दिए गए प्रमुख अक्ष लघु अक्ष के आधार पर एलिप्स का निर्माण करते हैं हम दो अलग अलग त्रिज्या के दो सर्किल को ध्यान से खींचेंगे और फिर इसे एलिप्स बनाने के लिए लाइनों में शामिल होंगे आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखें उदाहरण के लिए एक प्रमुख अक्ष 70 मिमी और एक लघु अक्ष 40 मिमी के साथ एक एलिप्स खींचना हैं उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना है वह एक क्षैतिज रेखा खींचना है जिसे हम प्रमुख अक्ष कहते हैं इस मामले में AB 70 मिमी और 40 मिमी के साथ मामूली अक्ष है इसके अलावा ये दोनों O पर समकोण पर एक दूसरे से टकराते हैं तो हम इसे देखते हैं तो AB को एक क्षैतिज रेखा पर इंगित करता है ये 70 मिमी अलग हैं इसके अलावा एक एलिप्स के लिए लघु अक्ष को 40 मिमी माना जाता है इसका मतलब है अगर हम इन रेखायों का विस्तार कर रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को काट कर नहीं निकालना चाहिए और यह हिस्सा 40 मिमी होना चाहिए इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो यह 70 मिमी की प्रमुख अक्ष है इसलिए इस पूरे सर्कल का व्यास स्वयं 70 मिमी है अन्य छोटी अक्ष 40 मिमी पर है एक और वृत्त खींचकर हम एक एलिप्स बनाने की स्थिति में होंगे तो पहला कदम हमें AB और CD के साथ दो सर्कल खींचना होगा उसके बाद दोनों सर्कल को 12 बराबर भागों में विभाजित करें तो हम बाहरी सर्कल को चुनें इस बाहरी सर्कल के लिए व्यास 70 मिमी है एक को 12 बराबर भागों में विभाजित करना होगा यह 12 24 बराबर भागों में से हो सकता है इसे दोनों प्रमुख अक्ष बेस सर्कल और लघु अक्ष बेस सर्कल के लिए बनाना होगा यहां हम 12 भाग बनाने जा रहे हैं तो A की शुरुआत 1 2 3 4 5 से होती है छठा एक फिर B है तो पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा पाँचवाँ छठा ये समान भाग हैं नीचे की तरफ भी इसलिए समरूपता के कारण फिर से 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर 12 भाग हम बनाने जा रहे हैं और जो नाम हम बना रहे हैं वह A के साथ 1 2 3 4 5 और फिर B से 6 7 8 9 और 10 के साथ शुरू हो रहा है और फिर से यह A के लिए जाता है हम इस समान विभाजन को बनाते हैं इसका मतलब है कि हम इस प्रमुख अक्ष सर्किल के लिए वास्तव में इस तरह के मानदंड बनाने की स्थिति में होंगे एक बार यह हो जाने के बाद हम उन रेखाओं का विस्तार करेंगे जिससे कि मामूली अक्ष बेस सर्किल भी 12 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा हम इस बाहरी सर्किल का 1 2 3 4 5 के रूप में नाम देने जा रहे हैं भीतर वाले का 1 2 3 4 और इसी तरह नाम देने जा रहे हैं यह तरीका है जो हम उपयोग करने जा रहे हैं प्रमुख अक्ष पर A और B है मामूली अक्ष पर C और D हैं इन 12 समान भागों के विभाजन के बाद हम पहले बिंदु के माध्यम से CD के समानांतर एक रेखा खींचते हैं हमने पहले बिंदु की पहचान की है जो CD के समानांतर 1 है यह CD रेखा है इस CD रेखा के समानांतर हम 1 पर एक रेखा खींचने जा रहे हैं इसी तरह हम 2 पर रेखा खींचने जा रहे हैं 3 पहले से ही है 4 पर भी हम बनायेगे 5 6 7 8 9 और 10 अंक भी हम बनायेगे एक बार ऐसा करने के बाद 1 AB के समानांतर एक रेखा खींचता है 1' यह बिंदु है AB लाइन यह है उसी के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे इसी तरह एक 2 3 इंटेरसेक्टिंग बिंदु 4 5 हम यहाँ बनायेगे एक बार जब हम ऐसा कर दे तो हमारे पास ये इंटेरसेक्टिंग बिंदु हैं जो आंतरिक सर्कल से और उस बाहरी सर्कल से दूर हैं तो इन बिंदुओं को हम इसे P 1 P 2 P 3 के रूप में नाम देंगे यह P3 है जो पहले से ही C P 4 P 5 और B और इसी तरह है एक बार जब हमारे पास ये बिंदु होते हैं तो हम उन्हें एलिप्स के शीर्ष भाग को प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं तो हम प्रमुख अक्ष 70 मिमी के साथ एलिप्स पेज पर करते हैं तो हम 70 मिमी बनाते हैं पहला बिंदु जो हम वहां चिह्नित कर रहे हैं 70 मिमी हैं और यह प्रमुख अक्ष है इसलिए द्विभाजक का उपयोग करके हम केंद्र की पहचान करने की स्थिति में होंगे अन्यथा अब यह 35 इकाई है एक बार यह पूरा हो जाने पर हम एक सर्किल का निर्माण करेंगे जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा हमें उनका नाम देना है पहला बिंदु A है दूसरा बिंदु B है इस केंद्र को O कहते हैं हमें एक लंब रेखा खींचनी है इसलिए यदि हमारे पास एक ड्राफ्टर है तो यह अपेक्षाकृत आसान है अन्यथा हम स्केल्स के इस सेट का उपयोग करते हैं और यह रेखा है तो यह केंद्र हो जाएगा उसके बाद हमें 40 अक्ष व्यास सर्कल खींचना होगा इसका मतलब है कि 20 मिलीमीटर त्रिज्या जिसे हम लेने जा रहे हैं यह 20 मिमी है तो ध्यान से माप कर 20 मिमी यहां से एक सर्कल खींचना उसके बाद हमें इसे विभाजित करना होगा तो हम इस बिंदु को C और D नाम दें इसे 12 बराबर भागों में विभाजित करना होगा आइए पहले भाग दूसरे तीसरे भाग की गिनती करें तो तीसरे भाग का मतलब है कि हम अपने प्रोट्रैक्टर को 30 डिग्री फिर से 60 डिग्री और 90 डिग्री का उपयोग करें आइए हम इन रेखाओ में इनको शामिल हों और इसी तरह इन बिंदुओं से जुड़ें इसी तरह इस तरफ भी इन बिंदुओं को 60 डिग्री और इस तरफ 30 डिग्री पर चिह्नित करें आइये इससे जुड़ते हैं तो हम 12 भाग बनाते हैं हमें उन्हें नाम देना है यह बिंदु 1 2 3 4 5 6 यह 7 8 9 10 अंक है इसी प्रकार अंदर के अंक 1 2 3 जो कि c है अगला एक 4 5 है और यह 6 बी कोई भी बिंदु है तो चलिए 6 7 8 9 10 पर कॉल बोलते हैं अब हमें करना है हमें उस दूसरे चरण को देखने दें इसलिए 1 के माध्यम से CD के समानांतर एक रेखा खींचें इसलिए यदि हमारे पास रूलर स्केल है तो हम इसे उस तरह से तैयार कर सकते हैं अन्यथा हमें अपने स्केल का उपयोग करने दें हमारे पास यह 90 डिग्री रेखा है क्योंकि वे द्विभाजन कर रहे हैं तो स्केल को ध्यान से समायोजित करें और एक समानांतर रेखा खींचें इसी तरह 2 समानांतर रेखा खींचता है 3 वहाँ पहले से ही 4 पर भी 5 भी हमें वह रेखा खींचनी है तो हम यह करते हैं कि 5 पर वर्टिकल रेखाएं जो हमने खींची हैं हम इस बिंदु को P 1 के रूप में इंगित करते हैं इसी तरह 2 पर हमें यह इंगित करने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचनी है कि यह इस बिंदु 3 पर कम या ज्यादा है इसी तरह 4 पर भी इस बिंदु 5 को काटना है यह ग्रिड मैप पर ठीक है इसलिए मिला दे एक बार जब यह हो जाता है तो उन्हें P 2 P 3 पहले से ही इंगित करें यह P 4 P 5 अंक है अब एक फ्री हैंड स्केच बनाना है जो A P2 C3 P4 P5 और B से गुजर रहा है इसलिए अगर हमारे पास फ्रेंच कर्व्स हैं तो एक आसानी से एक अच्छी लाइन का निर्माण हो सकता है जो कि C P4 P5 और B से गुजर रहा है इसी तरह तर्ज पर एक नीचे की भी निर्माण करने की स्थिति में होगा हम उन का निर्माण करते हैं तो 1 और 10 अंक एक ही लाइन पर हैं जिसे हमें विस्तारित करना है इसी तरह 2 और 9 बिंदु एक ही रेखा पर हैं इस 9 और 7 को हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी विस्तारित करें इसलिए जहाँ भी यह उन बिंदुओं का पता लगा रहा है ये रेखाएँ विस्तार योग्य हैं और यह दूसरा बिंदु है तो हमें यह नाम दें इस बिंदु को भी 5 बढ़ाएँ यदि हमारे पास अधिक अंक हैं तो वक्र अच्छा और चिकना दिखता है तो आइए हम फ्रीहैंड से जुड़ें इस तरह से यह एक निर्माण की स्थिति में होगा अगर हमारे पास 24 अंक या शायद 48 अंक हैं तो हमें एक बेहतर तस्वीर मिलती है यह एक एलिप्स है यह कन्सेन्ट्रिक सर्किल विधि द्वारा होता है यदि हम प्रमुख अक्ष और लघु अक्ष को जानते हैं तो कोई भी इसका निर्माण करने की स्थिति में होगा तो हम हॉरिजॉन्टल प्रकार के एलिप्स को यहाँ ख़तम करते है यदि हम वर्टिकल एलिप्स का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि प्रमुख अक्ष को x अक्ष के साथ संरेखित किया जाता है अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हैं यदि इसे वर्टिकल अक्ष के साथ जोड़ा जाता है तो वही प्रक्रिया हमें करनी होगी इस एक रेखा को छोड़ने के बजाय जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल अक्ष पर इस एक रेखा को सभी तरह से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं यह अधिक समरूपता है यह इस तरह का सर्किल हो जाता है कृपया इस उदाहरण का अभ्यास करें इस कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड को करने के बाद हम ओब्लॉंग मेथड के साथ जाएंगे इस ओब्लॉंग मेथड में हम 100 मिमी के प्रमुख अक्ष के आधार पर एक आयत बनाते हैं यहाँ इस एलिप्स के लिए लघु अक्ष 50 मिमी है उस उद्देश्य के लिए हमें सबसे पहले जो करना है AB लाइन खींचना CD लाइन ऑर्थोगोनल को एक दूसरे के पास खींचना फिर एक बॉक्स का निर्माण करें एक आयताकार बॉक्स जहां EF AB लाइन के बराबर है फिर AO और AE को समान अंकों में विभाजित करें इंटेरसेक्टिंग बिंदु O है यह बिंदु आयताकार के लिए ABCD है यह H G F और E है अब AO और AE को विभाजित करें AO यह है AE यह है उस आयत का यह चतुर्भुज समान भागों में समान संख्या में है आइए हम कहते हैं 5 यदि हमारे पास 50 अंक हैं तो सटीकता अच्छी होगी और हमारे पास बहुत चिकनी वक्र होगा यदि हमारे पास अंक कम हैं तो यह बहुत चिकनी वक्र नहीं हो सकता है बस यही फर्क है तो हम जो करने जा रहे हैं वह AO को 5 भागों के बराबर में विभाजित करना है फिर उस AO AE को समान भागों में विभाजित करने के बाद नाम दें आइए हम कहते हैं 5 डिवीजनों को 1 2 3 4 के रूप में विभाजित करें इसलिए यह विभाजन A है पहला दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु चौथा बिंदु और आठवां बिंदु इसी प्रकार क्षैतिज अक्ष पर 1 2 3 1 2 3 4 और O एक बार यह हो जाने के बाद C को 1 2 3 बिंदुओं के साथ जोड़ दें C यह है अक्ष पर 1 2 3 1 2 3 4 तो वहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा रेखाएँ खींचना C से हम 1 2 3 और 4 बिंदुओं को जोड़ने जा रहे हैं एक बार यह पूरा हो जाने पर D को 1 और इसी तरह से जोड़ दें इसलिए D से भी हम 1 2 में शामिल होने जा रहे हैं तो C इस तरफ है दूसरी तरफ D है इस अक्ष पर C से जुड़ें वर्टिकल अक्ष हॉरिजॉन्टल अक्ष के साथ D से जुड़ते हैं इसलिए 1 2 3 4 को पाने की स्थिति में होगा तो इन सभी लाइनों का विस्तार करें आइए हम पहले बिंदु C को 1 में चुनें यह उस बिंदु तक जाता है जब हम D से 1 में शामिल हो रहे होते हैं तो यह रेखा उस बिंदु पर सभी तरह से जाती है फिर अंत में सभी तरह से जाती है इसलिए जहां भी यह है इंटेरसेक्टिंग हमें इसे रोकने आइए हम उस बिंदु P कहते हैं 1 इसी तरह C से एक रेखा खींचते हुए वर्टिकल अक्ष पर सभी तरह से एक बार जब यह D बिंदु से किया जाता है तो हमें इसके साथ जाना होगा जहां इसे रोकना है इसलिए लाइन से लाइन हम पहचानते हैं नाक फिर P 2 P 3 P 4 और अगले को इंगित करें इसलिए एक बार जब यह A से हो जाता है तो हम एक चिकनी फ्रीहैंड वक्र तैयार करेंगे जिस तरह से इस एलिप्स के एक चतुर्थांश का निर्माण किया जा सकता है एक बार जब यह हो जाता है तो वही प्रक्रिया हमें C से BF लाइन तक दोहरानी पड़ती है जैसे कि 1 2 3 4 में विभाजित करना एक रेखा खींचता है जो C से 1 तक जाती है इसी तरह बिंदु D से सभी तरह से 1 जहाँ भी यह अन्तर्विभाजक है उस बिंदु को कॉल करें तब D से 2 गुजरते हैं और इसी तरह C से 2 के बीच जहाँ भी वह P 2 को इंटेरसेक्ट कर रहा है इसलिए इन शीर्ष भागों को भी पहचानें जो निर्माण करने की स्थिति में होगा इसी प्रक्रिया को इस भाग के लिए भी दोहराना है ताकि कोई इन बिंदुओं को पहचानने की स्थिति में हो इस वक्र का निर्माण कर सके आइए हम संक्षेप में इसके एक चतुर्थांश को देखते हैं इसका मतलब है कि हम इस आयताकार बॉक्स को बनाये और फिर एक एलिप्स के इस एक चौथाई भाग का निर्माण करेंगे सबसे पहले यह 50 मिमी द्वारा 100 मिमी है हमें इसका निर्माण करना होगा तो कागज पर 100 मिमी बनाये ये बिंदु हैं फिर 50 मिमी हमें इसका पता लगाना होगा लंबवत द्विभाजक बनाएं यहां क्योंकि यह 50 मिमी है इसलिए हमारे लिए इस ग्राफ शीट पर 25 मिमी का पता लगाना अपेक्षाकृत आसान है 25 मध्य में होगा एक बार हमारे पास हम एक लंब रेखा का निर्माण कर सकते हैं इसलिए एक बार यह हो जाने के बाद हम इस भाग का निर्माण करने की स्थिति में होंगे तो यह इस ग्राफ शीट पर है इसलिए आगे निर्माण नीचे जाएं इसी तरह ग्राफ शीट पर सभी तरह से नीचे निर्माण करें यह दूरी समान होनी चाहिए इसलिए यहां से हम इन रेखाओं को चिह्नित करते हैं और जुड़ते हैं इसलिए हमने एक आयत का निर्माण किया है हमें इसका नाम दें A B E F C O D H G अब हमें यहां समान संख्या में विभाजन करना होगा पहले से ही हमारे पास ग्रिड नेटवर्क है तो आइए हम समान भागों में विभाजित करते हैं शायद 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 5 समान भाग होते हैं लेकिन अब हम इन समान भागों को 5 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं इसलिए इस प्रयोजन के लिए हमें जो कुछ करना है वह इस तरह की रेखा के समान है 5 बराबर डिवीजनों का पता लगाने के लिए कम्पास का उपयोग करें 1 से कुछ जैसे 2 3 4 5 एक बार जब यह हो जाता है तो इन डिवीजनों में शामिल हों एक उस रेखा के समानांतर जाता है इसलिए उस रेखा के समानांतर जाने के लिए हमें एक सामान्य रेखा खींचनी है और ताकि हमें बेहतर समर्थन मिले क्योंकि हम यहां किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए इस दिशा में 2 3 4 5 पर जाना आसान है तो यह तरीका है 1 2 3 4 5 आइए हम इसे 1 2 3 4 नाम देते हैं इसी तरह ये बिंदु 1 2 3 4 हैं अब हमें जो करना है वह C से 4 C से 1 और इसी तरह है हमें जुड़ना है तो चलिए C बिंदु को पहले बिंदु से जोड़ते हैं तो 1 से C हम इसे 1 2 3 4 से ड्रा करते हैं इसी तरह डी आगे की तरफ हमें इसे व्यवस्थित रूप से एक लाइन से जोड़ना है जो 1 से गुजर रहा है डी से 2 3 तीसरी लाइन के लिए सभी तरह से वहां से 4 से चौथी पंक्ति तक अब अंकों को चिह्नित करें पहला बिंदु यह एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवां और यह है तो हमारा दीर्घवृत्त इन बिंदुओं से होकर जाता है यह एक तरह से निर्माण करना है इसके अलावा इस हिस्से को एक समान संख्या में चीजों के विभाजन द्वारा निर्माण करना है इसी तरह इस बिंदु का निर्माण किया जाना चाहिए इन चीजों का विभाजन ताकि कोई व्यक्ति दीर्घवृत्त और इस विधि को पूरा करने की स्थिति में हो जिसे हम आयत विधि या इस विधि को कहते हैं एक बार जब हम इस P 1 P 2 P 3 और इसी तरह से जुड़ते हैं तो ये C के माध्यम से P 1 P 2 P 3 और P 4 अंक हैं हमें यह एलिप्स मिलेगा तो इस व्याख्यान में हमने कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड और ओब्लॉंग मेथड के बारे में सीखा है अगले व्याख्यान में हम एक एलिप्स के निर्माण के लिए मंडलियों के तरीकों के चाप के बारे में जानेंगे